छात्रों का स्वागत है तो अब चर्चा का अगला भाग बजट और बजटीय नियंत्रण होगा जो वर्षों के कॉर्पोरेट प्रबंधन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण और साधन है पिछली कक्षाओं में हमने प्रबंधन लेखांकन की मूल बातें और लागत पत्रक या लागत के विवरण को सीखा और इस बारे में सीखा कि लागत का विवरण कैसे करें लागत के विवरण का उद्देश्य क्या है और कैसे इस जानकारी को जो लागत के विवरण से उत्पन्न होती है प्रबंधकों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जा सकता है अब लागत पत्रक के बाद संगठनों के प्रबंधन के लिए अगला महत्वपूर्ण साधन जो प्रासंगिक प्रबंधन निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है वे बजट और बजटीय नियंत्रण हैं फिर से बजट और बजटीय नियंत्रण व्यवसायों के मामलों को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण हैं क्योंकि यह एक बार दिशा निर्देश प्रदान करता है एक बार जब हम बजट को अग्रिम में तैयार करते हैं तो यह एक तरीके से हमें दिशा निर्देश प्रदान करता है देखें कहते हैं कि प्रबंधन लेखांकन में विचरण विचरण की प्रासंगिकता बहुत अधिक है हम कुछ करने की योजना बनाते हैं हम एक विशेष चीज के निष्पादन के लिए जाते हैं और अंत में हम योजना और निष्पादित परिणामों की तुलना करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हम प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं जिसकी हमने योजना बनाई थी या हम नहीं कर पाए हैं है ना इसलिए इस मामले में यदि नियोजित लक्ष्य अधिक थे तो निष्पादन एक बार लक्षित की तुलना में अगर कम था तो उस स्थिति में विचरण होगा और उस विचरण को ऋणात्मक विचरण कहा जाएगा उदाहरण के लिए हम बिक्री प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं कंपनी का अनुमान है कि दिए गए एक महीने की अवधि में मान लीजिए कि बिक्री को एक मिलियन रुपये बनाए रखना है इसलिए लक्ष्य को पाने के लिए एक बजट था सभी कार्रवाई की गई थीयथा संभव ध्यान रखा गया था कंपनी द्वारा सभी संभव प्रयास किए गए थे और महीने के अंत में वे अब यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि बिक्री का स्तर क्या था बिक्री की मात्रा क्या थी तो उन्हें पता चलता है कि वास्तव में यह दस लाख रुपये नहीं है यह केवल आठ लाख रुपये हैं जो वे बाजार में बेच सके और बाजार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके तो इसका मतलब है 10000 कम दस लाख में आठ लाख घटाकर वहाँ दो लाख रुपये का विचरण होता है और इसे ऋणात्मक विचरण कहा जाता है अब अगर कोई नकारात्मक विचरण है तो हमें इसके कारणों का पता लगाना होगा कि यह नकारात्मक विचरण क्यों आया है यह नकारात्मक विचरण क्यों आया है कई कारण हो सकते हैं यह संभव हो सकता है कि दस लाख रुपये की बिक्री हासिल करने का हमारा लक्ष्य बहुत अधिक था यह प्राप्त नहीं था इसलिए इसका मतलब है कि आपका लक्ष्य प्राप्त करने योग्य नहीं था और यह यथार्थवादी नहीं था दूसरी ओर लक्ष्य यथार्थवादी था जो कि प्राप्त करने योग्य था लेकिन बिक्री बल के प्रयास विपणन टीम के प्रयास ठीक नहीं थे या कभी कभी बाजार में कुछ अन्य विकल्पों की उपलब्धता का कारण भी हो सकते हैं कभी कभी जो ध्यान में एक है उस से बेहतर उत्पादों की उपलब्धता और फिर कभी बहुत प्रतिस्पर्धी मूल्य के लिए लोग वर्तमान उत्पाद से नए उत्पाद की ओर रुख करते हैं ताकि बाजार में नए विकल्प मिलें तो कुछ भी संभव है इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि यदि कोई नकारात्मक विचरण है जो लक्षित परिणाम अधिक होगा वास्तविक प्रदर्शन इससे कम है तो हमें सावधान रहना होगा और यह पता लगाने की कोशिश करनी होगी कि यह नकारात्मक विचरण क्यों आते हैं तो यह कैसे संभव है पहले हमें उसके लिए योजना बनानी होगी पहले हमें सब कुछ के लिए बजट बनाना होगा और फिर हम निष्पादन के लिए जाएंगे और फिर हमारे पास दोनों परिणाम होंगे और अंत में अंतर की गणना कर सकते हैं अब अनुकूल विचरन भी हो सकता है उदाहरण के लिए आने वाले एक महीने में हमारे पास बाजार में बिक्री का लक्ष्य एक करोड़ रुपये था और वास्तव में हम बेच सकते हैं हम लक्ष्य को पार कर सकते हैं और हम बाजार में 12 लाख मूल्य का सामान बेच सकते हैं उस मामले में फिर से अगर आप तुलना करते हैं तो बजट और वास्तविक परिणामों के बीच विचरण होता है तो यह एक विचरण है लेकिन एक अनुकूल या एक सकारात्मक विचरण है लेकिन यह भी अच्छा नहीं है हमें दो लाख रुपये के इन अनुकूल विचरण के कारणों का पता लगाना होगा कि हमने दस लाख रुपये से अधिक की बिक्री की वास्तव में बारह लाख रुपये की बिक्री की है तो हम इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं मतलब है कि हम बाजार में जो लक्ष्य तक बेच सकते थे उससे अधिक लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया यह कैसे संभव हुआ अब क्योंकि यह एक अनुकूल विचरण है लेकिन हमें इस बात की खुशी नहीं महसूस करनी चाहिए कि हाँ एक अनुकूल विचरण है इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और हमें इसे अनदेखा करना चाहिए इस मामले में अनुकूल विचरण भी एक नकारात्मक विचरण की तरह ही समान रूप से प्रश्न करने योग्य है तो फिर से विश्लेषण होगा एक कारण हो सकता है कि जो भी लक्ष्य था वह बहुत कम था लक्षित रूप से एक करोड़ रुपये की बिक्री यथार्थवादी नहीं थी हमारे पास इससे अधिक बेचने की क्षमता थी इसलिए वास्तव में प्रदर्शन एक मिलियन या दस लाख रुपये से अधिक होना चाहिए था इसलिए यह हुआ है तो इसका मतलब है जब हमारा लक्ष्य कम था वास्तविक प्रदर्शन ज्यादा था तो यह दिखाता है कि हमारी बजटीय प्रक्रिया में कुछ खराबी है वह भी दूर करना पड़ता है अंत में बजट का मतलब है कि हमें दिशा निर्देश बनाने होंगे कार्य सूची बनानी होगी आगे बढ़ना होगा उन दिशा निर्देशों पर चलना शुरू करना होगा और अंत में बजट प्रक्रिया बजटीय प्रक्रिया बजटीय नियंत्रण के लिए लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करनी होगी बहुत बहुत सटीक या साध्य लक्ष्यों के करीब होना चाहिए ताकि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के विचरन से बचा जा सके दोनों प्रकार के विचरन से बचा जा सकता है जो कि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तो हमें इसके बाद के बदलावों का विश्लेषण करना होगा लेकिन यहाँ एक लाख टके का सवाल यह है कि क्या हर समय विचरन का विश्लेषण करना आवश्यक है नहीं मैं कहूँगा कि सिर्फ एक बात है कि हमें कुछ न्यूनतम सीमा लेबल स्थापित करने होंगे हम कहेंगे कि यदि परिवर्तन 10 प्रतिशत या उससे अधिक हैं तो हाँ हम विश्लेषण के लिए जाएंगे और यदि यह 10 प्रतिशत से कम है तो हम उन भिन्नताओं का विश्लेषण नहीं करेंगे उन्हें होने की अनुमति है उस प्रकार के परिवर्तन की अपेक्षा रहती है यदि यह 10 प्रतिशत से अधिक है तो हम एक कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करेंगे जिसका हम पता लगाने की कोशिश करेंगे ताकि लक्ष्यों और वास्तविक प्रदर्शन में इस तरह का विचरन फिर कभी दिखाई न दे अब मैं यह क्यों कह रहा हूं कि यदि यह 10 प्रतिशत से कम है तो यह ध्यान देने योग्य नहीं है फिर से प्रबंधन लेखांकन का मूल नियम है कि लागत और लाभ विश्लेषण का नियम यदि विचरण 10 प्रतिशत से कम है यदि आप विचरण का विश्लेषण करना शुरू करते हैं और उस विचरण के कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो इस विश्लेषण से जो भी लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं या निकाल सकते हैं वह इस विश्लेषण को बनाने की लागत लाभ से आगे निकल जाएगी इसलिए हम हमेशा उस तरह से सोचते हैं कि इस प्रक्रिया में हम जो भी कार्य करते हैं उसकी लागत लाभ की तुलना में कम होनी चाहिए और हमें लगता है कि यह संभव हो सकता है यदि विचरन 10 प्रतिशत से अधिक हैं फिर ठीक है 10 प्रतिशत या उससे नीचे हम विश्लेषण नहीं करेंगे हम देखेंगे कि बजटीय और वास्तविक प्रक्रिया के बीच इस तरह के विचरन की उम्मीद है और किसी भी तरह के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है तो अब आइए हम एक बिंदुवार विश्लेषण करके बजटीय प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं और बजटीय प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण विचार शामिल हैं और यह प्रबंधकों द्वारा प्रभावी निर्णय लेने में किसी भी कंपनी में किसी भी संगठन में कैसे सुविधा प्रदान करता है अब यहाँ प्रश्न यह है कि कॉर्पोरेट बजट क्यों बनाते हैं बजट क्यों आवश्यक है यह एक प्रभावी और उपयोगी उपकरण कैसे है हमारे पास इस तरफ है आप इस तरफ कह सकते हैं कि यह बजट है हम एक बजट डाल रहे हैं और कैसे बजट मदद कर रहा है लक्ष्य और उद्देश्य को सुविधाजनक बनाने के लिए बजट क्या कर रहा है तो इसका अर्थ है कि आखिरकार यह क्या है यह मूल रूप से एक दिशा निर्देश है हमने अब दिशा निर्देश बना लिया है हमने उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं हम उस पर चलना चाहते हैं क्योंकि एक बार जब दिशा तय हो जाती है तो रास्ता तय हो जाता है फिर निर्देश तय हो जाते हैं फिर उस पर चलना आसान होता है और क्या होता है कि एक बार बजट आने के बाद वे संगठन में हर किसी को सूचित किए जाते हैं एक पूरी फर्म को और यह शीर्ष स्तर से लेकर सबसे निचले स्तर के कर्मचारी हो सकते हैं कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है उनसे क्या अपेक्षा की जाती है संगठन में उन्हें क्या करना है उनका योगदान क्या है उनकी अपेक्षित जिम्मेदारियां और कर्तव्य क्या हैं क्योंकि उस बजट साधन का अर्थ है सभी स्तरों पर सभी लोगों को सभी प्रकार की गतिविधियों का प्रदर्शन करने के लिए सूचित करना इसलिए इसका मतलब है कि यह बहुत आसान है हर किसी के लिए उपयोगी है यही कारण है कि बजट प्रक्रिया एक तरह का दिशा निर्देश है जो संगठनों के लक्ष्य और उद्देश्य याद करने में सुविधा प्रदान करता है तो इस मामले में हम यहां महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं जोकि है बजट के फायदे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप दिए गए बिंदुओं को देखते हैं तो यह प्रबंधकों को आगे सोचने के लिए मजबूर करता है वे जो करने जा रहे हैं वह उन्हें मजबूर करता है कि वे क्या करने जा रहे हैं वे कैसे करने जा रहे हैं कौन एक विशेष गतिविधि करने जा रहा है क्या किया जाना आवश्यक है तो यह सब कुछ पहले से तय या तय किया हुआ है प्रबंधकों को अपने प्रयासों में समन्वय स्थापित करने में मदद करता है क्योंकि हर कोई अब संगठन में फर्म में और आने वाले समय आयाम में आने वाले एक महीने में बजट की योजना बना रहा है बजटीय आयाम जो विभिन्न लोगों से अपेक्षित है इसलिए चूंकि हर कोई यह जानता है कि उनके कर्तव्य क्या हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं आने वाले एक महीने में समय में उनसे क्या अपेक्षित है तो उस स्थिति में वे समन्वयक बने रहते हैं वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक बार जब हर कोई समन्वित हो जाता है एक बार हर कोई जुड़ा होता है तो यह बहुत अच्छी तरह से संभव है कि संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा है ना इसलिए तीसरा महत्वपूर्ण लाभ निश्चित अपेक्षाएँ प्रदान करना है जो प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छी रूपरेखा हैं यह बजट बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है देखें कि क्या हम किसी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहते हैं कुछ सीमा होनी चाहिए कुछ लक्ष्य स्तर होना चाहिए कुछ बजट होना चाहिए यदि यह संभव है यदि आपने पहले से ही दिशा निर्देश निर्धारित कर रखा है पहले से ही व्यावसायिक फर्मों में संगठन के विभिन्न लोगों के समूह को निर्धारित लक्ष्य सूचित कर दिया गया है और अब वे यह भी जानते हैं कि उसके बाद दी गई अवधि मैं उनसे क्या अपेक्षित है जिसका मूल्यांकन किया जाएगा तो जब वे यह जानते हैं कि क्या अपेक्षित है चूंकि वे जानते हैं कि क्या करना है कैसे करना है तो इसका मतलब यह है कि इस मामले मेंअधीनस्थों से फर्म या शीर्ष स्तर पर काम करने वाले श्रेष्ठ लोगों द्वारा निश्चित अपेक्षा होती है विभिन्न संगठनों में काम करने वाले लोगों में से शीर्ष स्तर के लोग द्वारा और इस तरह से प्रबंधन निर्णय प्रक्रिया बहुत हद तक आसान और उपयोगी हो जाती है और आप कह सकते हैं कि सुविधाजनक हो जाती है अब हम बजट के प्रकारों के बारे में बात करते हैं हमने किस तरह के विभिन्न बजट तैयार किए आपने इस बारे में सुना होगा कि बजट केवल एक दस्तावेज है जो हमें उस समय के आने वाले समय में आने वाली अवधि में किए जाने वाले बड़े कार्यों की कार्य सूची तय करने में मदद करता है और बजट केवल बजट का मतलब है हम बात कर रहे हैं प्रकारों के बारे में लेकिन यहाँ मैं आपके साथ इस विषय पर चर्चा के अनुसार या इस विषय में आवश्यक आवश्यकता के अनुसार या प्रबंधकीय निर्णय में प्रबंधन लेखांकन पर इस प्रासंगिकता के अनुसार चर्चा करूँगा कि हम कुल बजटों को पांच अलग अलग बजटों में विभाजित करते हैं रणनीतिक योजना का मतलब होता है बहुत लंबी दूरी की योजना लंबी दूरी की योजना का मतलब है कि यह पांच से दस साल की समयावधि लेता है फिर पूंजीगत बजट फर्म में निश्चित संपत्ति बनाने के बारे में है या कहें कि फर्म में लंबे समय की संपत्ति के लिए हमें संगठन बनाने के लिए कितनी ज़मीन चाहिए कितना संयंत्र इमारत मशीनरीनिश्चित संपत्ति सब कुछ ठीक से नियोजित करना होगा क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी कंपनी से कितना उत्पादन स्वीकार कर रहे हैं या किसी दिए गए विनिर्माण प्रक्रिया से समय की अवधि के लिए हम कितना उत्पादन स्वीकार कर रहे हैं है ना और अगर यह हासिल करना है तो हमारे पास न्यूनतम संयंत्र क्षमता होनी चाहिएकहीं तो हमारे पास अन्य सुविधाएं निर्मित होनी चाहिए और इसके लिए हमारे पास निश्चित संपत्ति दीर्घकालिक संपत्ति होनी चाहिए इसलिए पूंजीगत बजट संगठनों में दीर्घकालिक निश्चित संपत्तियों को प्राप्त करने और तदनुसार उन संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधनों का निवेश करने से संबंधित है मास्टर बजट मूल रूप से कहा जाता है कि एक बजट जो किसी विशेष अवधि के लिए होता है जो अधिकतम एक वर्ष होता है यह छह महीने के लिए हो सकता है यह 3 महीने के लिए हो सकता है यह एक महीने के लिए भी हो सकता है हम इसे मास्टर बजट क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल है इसमें परिचालन बजट शामिल हैं कि हम कितना उत्पादन करने जा रहे हैं कितनी सामग्री पहले से उपलब्ध है गोदाम में जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं दिए गए अंतिम आउटपुट की मात्रा के निर्माण के लिए इनपुट कहां से आएंगे वहाँ होने के लिए कितने इनपुट की आवश्यकता है कितना परिचालन खर्च होगा इसलिए कुल परिचालन बजट कुल विनिर्माण बजट हमें पहले से निर्धारित करना होगा अब एक बार जब आप फर्म में संचालन के लिए जाते हैं तो यह स्वचालित रूप से वित्तीय परिणामों में बदल जाता है और वित्तीय परिणाम किसी विशेष व्यवसाय गतिविधि से लाभ या हानि के संदर्भ में हो सकता है और एक निश्चित अवधि के लिए उन गतिविधियों के प्रभाव फर्म के वित्तीय प्रदर्शन पर जो प्रदर्शन करते हैं तो इस मामले में मास्टर बजट को हम इसे मास्टर बजट कहते हैं क्योंकि इसमें बजट परिचालन बजट और वित्तीय बजट दोनों शामिल हैं परिचालन बजट का अंत लाभ और हानि खाते या आय विवरण तैयार करके होता है इसलिए हमें यह पता चल जाता है कि संचालन के दौरान जब संगठन फर्म का क्या प्रदर्शन था और क्या हमें अवधि के अंत में लाभ या हानि हुई है और वित्तीय बजट के मामले में हम केवल दो चीजों के बारे में बात करते हैं जो हम नकद बजट तैयार करते हैं और फिर हम बजट संतुलन बजट शीट तैयार करते हैं इसलिए वित्तीय बजट का अंत परिचालन बजट का बजट बैलेंस शीट तैयार करना होगा इन दोनों के बीच में बजटीय लाभ और हानि खाता हम एक और वित्तीय विवरण तैयार करते हैं जिसे नकद बजट कहा जाता है है ना तो इसका मतलब है कि हम इसे मास्टर बजट कहते हैं क्योंकि यह सबसे व्यापक बजट है रणनीतिक योजना में हम एक लंबी अवधि तय करते हैं बहुत लंबे समय के लिए उद्देश्य लंबी अवधि की योजना के तहत समय आयाम पांच से दस साल तक होता है और पूंजीगत बजट फर्म में संपत्ति हासिल करने के संबंध में होते हैं मास्टर बजट में दिए गए समय की अवधि के लिए प्रदर्शन परिचालन बजट वित्तीय बजट नकद बजट शामिल है ताकि हम इसे मास्टर बजट और फिर निरंतर बजट कहें इसलिए मैं कह सकता हूं उदाहरण के लिए बजट के लिए हमारा समय आयाम तीन महीने का है है ना बजट के लिए हमारा समय आयाम तीन महीने का है और उस तीन महीनों में आप यह नहीं कह सकते हैं कि एक बार तीन महीने के लिए बजट तैयार कर लिया है इसलिए मैं अब पीछे नहीं देखूँगा और मैं उस तीन महीने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन करना शुरू करूँगा आपको समय आयाम को छोटा करना होगा कि अब उन दो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अब आप हर सप्ताह की योजना बनाना शुरू करते हैं है ना यह तीन महीने के मास्टर बजट का उप बजट है कि इस सप्ताह में कितना उत्पादन होने वाला है बाजार में कितनी बिक्री होगी कितना परिचालन खर्च होने की उम्मीद है कितने कच्चे माल की आवश्यकता है और बिक्री कितनी होगी कि जब आप बड़े बजट वाले लक्ष्यों को तीन महीने या छह महीने या एक साल के लिए को नियमित बजट उप बजट प्रक्रिया को दो शाखाओं में बांटते हैं तब इसे कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है निरंतर बजट प्रणाली मास्टर बजट के तहत तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर बजट प्रणाली की आवश्यकता होती है और यदि आप निरंतर बजट के लिए जा रहे हैं यदि आप समय आयाम को कम कर रहे हैं तो निरंतर बजट के लिए न्यूनतम समय आयाम एक सप्ताह है आपके पास एक पखवाड़ा भी हो सकता है या आपके पास मासिक बजट भी हो सकता है इसलिए तीन महीने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप फिर से मासिक बजट के लिए जाते हैं और फिर तीन महीने के अंत में आप यह पता लगा सकते हैं कि क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं या नहीं सही है ना तो रणनीतिक योजना जो यहां लिखी गई है सबसे दूर दृष्टि वाला बजट रणनीतिक योजना हैमतलब है कि जब आप पहली बार कंपनी की स्थापना करते हैं तो यह समग्र लक्ष्यों को और संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करता है आप एक व्यक्तिगत उद्यमी के रूप में शुरू करते हैं या दो दोस्त एक साथ जुड़ सकते हैं तीन दोस्त एक साथ जुड़ सकते हैं और फिर वे उस संगठन को कुछ स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो आपको एक दूरदर्शी होना होगा जो कहां से शुरू करेंगे कहां पर अंत होगा जैसे कि जब इन्फोसिस को सात लोगों ने शुरू किया गया था उस समय यह बहुत छोटे स्तर पर था लेकिन उस समय उन्होंने एक रणनीतिक योजना बनाई होगी कि हम अपने कार्य को बहुत छोटे स्तर से शुरू करना चाहते हैं और फिर अगले पंद्रह बीस तीस वर्षों में हम इसे एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी के रूप में बनाना चाहते हैं इसलिए यह एक रणनीतिक योजना है जो बाजार जहां आप शुरू करना चाहते हैं में प्रचलित उन सभी कारकों को देख रही है जहां आप पंद्रह बीस तीस वर्षों की अवधि में पहुँचना चाहते हैं जहां आप इस संगठन को ले जाना चाहते हैं कंपनियों जोकि आज अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां है एक दिन उन्हें एक आदमी वाले संगठनों के रूप में शुरू किया गया था लेकिन आज वे उस स्तर पर आ गए हैं जहां आप उन्हें वैश्विक कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं तो किसी ने उन्हें शुरू किया होगा हो सकता है कि वह सौ साल पहले हो सकता है या पचास साल पहले या ऐसा कुछ हो सकता है उदाहरण के लिए अब आप पतंजलि के बारे में बात करते हैं जब बाबा रामदेव ने व्यवसाय संचालन शुरू किया या व्यावसायिक गतिविधियों में चले गए तो यह बहुत छोटे स्तर पर था लेकिन कुछ वर्षों के भीतर इस कंपनी के पिछले 5 10 वर्ष की अवधि में यह संगठन दस हजार करोड़ का समूह बन गया है और अब वे लगभग हर क्षेत्र में प्रत्येक उपभोक्ता गतिविधियों में दवाइयों में कहना तो यह है कि अब वे कपड़े और कई क्षेत्रों में भी आने की योजना बना रहे हैं तो इसे प्रारंभिक प्रवर्तकों की दूरदर्शिता कहते हैं हो सकता है कि बाबा रामदेव के पास इस तरह की अंतर्दृष्टि हो कि मैं एक ऐसा संगठन बनाना चाहता हूं जो प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जो कि एचयूएल जैसी प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां या नेस्ले या अन्य कंपनियां भी हो सकती हैं और हम एक कंपनी भी बनाएँगे जो जानी जाएगी स्वदेशी के रूप में भारतीय कंपनी और अगले पांच वर्षों की अवधि के भीतर हम उस कंपनी को एक राष्ट्रीय कंपनी के रूप में बदल देंगे और यह संभव हो सकता है कि कल यह अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन जाए या एक बहुराष्ट्रीय कंपनी उदाहरण के लिए आप एक अन्य कंपनी के बारे में बात करते हैं जो निरमा उत्पाद है निरमा इंडिया लिमिटेड अब 1982 में करसनभाई पटेल द्वारा एकल व्यक्ति संगठन के रूप में शुरू किया गया था उन्होंने अपने संचालन की शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर पर की थी घर पर उन्होंने वाशिंग पाउडर का निर्माण शुरू किया और फिर उन्होंने बढ़ना शुरू किया कि जब यह अवधारणा चल पड़ी जब उत्पाद लोगों के लिए स्वीकार्य था उन्होंने बढ़ना बढ़ना बढ़ना शुरू किया और आज आप कह सकते हैं कि निरमा कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है निरमा के पास केवल भारत में विनिर्माण की सुविधा है लेकिन उनके उत्पाद भारत के बाहर भी पाए जाते हैं और अब एकल व्यक्ति को देखते हैं जिसने 1982 में एकमात्र स्वामित्व के रूप में इस संगठन को शुरू किया था आज कह सकते हैं कि कितने वर्षों में 36 साल की अवधि में एक कंपनी ऊपर क्षितिज पर नंबर एक तक पहुंच गई है भौगोलिक रूप से यह एक व्यापक प्रसार वाला संगठन बन गया है और दूसरी बात अब वे विविधता पूर्ण हो गए हैं वे उपभोक्ता क्षेत्र में हैं कहें तो वे शिक्षा क्षेत्र में है वे अब अन्य क्षेत्रों में भी हैं तो यह एक दृष्टि है तो रणनीतिक योजना यह सब संभव बनाती है कि आपको वह लक्ष्य निर्धारित करना होगा जिसे आप अगले पंद्रह बीस तीस साल में हासिल करना चाहते हैं इसी तरह हम लंबी दूरी की योजना के बारे में बात करते हैं तो सब कुछ लगभग रणनीतिक योजना की तरह ही है लेकिन यहाँ समय आयाम सामान्य रूप से पाँच से दस वर्षों के बीच है ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यह नहीं कह सकते हैं कि उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए जिन्हें आप 30 साल में प्राप्त करना चाहते हैं मतलब कि समय के साथ साथ तो आपको तब शुरू करना होगा जिसे आप उप योजना की प्रक्रिया कहते हैं तो रणनीतिक योजना को दीर्घकालिक योजनाओं में तोड़ना पड़ता है और दीर्घकालिक योजना है कि आप पांच साल के लिए योजना बनाएँगे दस साल के लिए हो सकती है सात या फिर आठ साल के लिए हो सकती है अगले दस सालों के लिए ताकि अगले तीस वर्षों में हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं जहाँ हम ऊपर जाना चाहते हैं फिर पूंजीगत बजट है लंबी दूरी की योजनाओं को पूंजीगत बजट के साथ समन्वित किया जाता है जो सुविधाओं उपकरणों नए उत्पादों और अन्य दीर्घकालिक निवेशों के लिए नियोजित व्यय को विस्तार में बताता है मैंने आपको पहले बताया था कि पूंजीगत बजट का अर्थ है निश्चित सुविधाओं या अचल संपत्तियों दीर्घकालीन संपत्तियों को प्राप्त करने की योजना बनाना जो हमें अपनी लंबी दूरी की योजनाओं या रणनीतिक योजनाओं को प्राप्त करने में मदद कर सकता है इसलिए क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन निधि है वित्त हमेशा हर व्यवसाय व्यवसाय संगठन के साथ सीमित होता है जिसे पूरी अचल संपत्तियों के लिए वितरित किया जाना है हमारे पास कितनी ज़मीन है हमें कितना भवन बनाना है संयत्र की मशीनरी और अन्य चीजें हमारे पास कितनी हैं या फिर उस इमारत का निर्माण करें हम भूमि का अधिग्रहण करें या हम एक इमारत किराए पर लें तो अब भूमि का अधिग्रहण ले लिया गया है हम केवल एक इमारत को किराए पर लेंगे हम कुछ मशीन और अन्य उपकरण लगाएंगे और विनिर्माण प्रक्रिया शुरू करेंगे बाद में जब हमारा मतलब है कि उस स्थिति तक आएँगे हम अपने स्वयं की इमारतों या अपनी खुद की भूमि पर अपने स्वयं के कारखाने के लिए आगे बढ़ेंगे लेकिन शुरू में हम नहीं चाहते हैं क्योंकि निवेश सीमित है इसलिए हम उस निवेश से बचना चाहते हैं जो भूमि और इमारत पर है तो सीधे हम एक इमारत किराए पर ले सकते हैं और फिर हम वहां मशीनरी स्थापित कर सकते हैं और विनिर्माण और परिचालन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं है ना तो यह एक लंबी दूरी की योजना है जिसे रणनीतिक योजना को प्राप्त करने के लिए अगले स्तर की योजना कह सकते हैं हम इसे पांच से दस साल की अलग अलग योजनाओं में विभाजित करते हैं और उन्हें लंबी दूरी की योजना के रूप में कहा जाता है अब हम मास्टर बजट पर आते हैं यहां यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मास्टर बजट क्या है मास्टर बजट क्या है किसी संगठन के सभी उपइकाइयों की योजनाबद्ध गतिविधियों को सारांशित करता है अब उप इकाइयां क्या हैं वे अलग अलग विभाग हैं हम हर विभाग के लिए एक बजट तैयार करते हैं हम हर विभाग के लिए एक बजट तैयार करते हैं और जब आप एक साथ रखते हैं तो यह एक व्यापक दस्तावेज़ बन जाता है है ना जैसे भारत सरकार बजट तैयार करती है एक पूरे देश का बजट अलग अलग मंत्रालयों के लिए तैयार किया जाता है हम शिक्षा पर कितना खर्च करने वाले हैं कोयले के लिए इस्पात के लिए सेवाओं के क्षेत्र के लिए ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम कितना खर्च करने जा रहे हैं और जब आप उन्हें एक साथ रखते हैं तो यह एक बजट साधन या बजट दस्तावेज़ बन जाता है इसी तरह कंपनी में भी कॉर्पोरेट स्तर पर भी हम अलग अलग उप क्षेत्रों के लिए योजना बनाते हैं और इन उप क्षेत्रों के लिए हम बिक्री बजट तैयार करते हैं हम उत्पादन बजट तैयार करते हैं हम वितरण बजट तैयार करते हैं और हम वित्तीय बजट तैयार करते हैं और जब आप इन चारों बजटों को एक साथ रखते हैं तो यह मास्टर बजट बन जाता है इसलिए बिक्री और उत्पादन बजट परिचालन बजट का हिस्सा हैं जब आप बाजार में बेच रहे हैं और जब आप उस बिक्री के लिए उत्पादन करने के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप कुछ खर्च परिचालन व्यय कर रहे हैं इसलिए आप लाभ और हानि खाते में क्रेडिट पक्ष में आप सभी बिक्री डालते हैं डेबिट पक्ष पर आप सभी खर्चों को डालें तो और जब दोनों के बीच के अंतर की गणना करें तो आप कर के पहले वाले लाभ तक पहुंचते हैं कर की गणना करने के बाद आप कर के बाद वाले लाभ तक पहुंचते हैं तो यह परिचालन बजट का परिणाम है जो अनुमान बिक्री और उत्पादन वितरण सहित के लिए बनी योजना पर आधारित है और फिर दूसरा बजट बिक्री के उस स्तर को प्राप्त करना है विनिर्माण में निवेश के लिए दिए गए स्तर तक जाना है क्योंकि श्रम को भुगतान करने के लिए कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए अन्य वितरण खर्चों के भुगतान के लिए प्रशासनिक खर्चों के लिए हमें धन की आवश्यकता है परिचालन बजट के लिए हमें कितने फंड की आवश्यकता है उस कारण से हमें वित्तीय बजट तैयार करने के लिए जाना होगा इसलिए ये उप बजट बजट उत्पादन बजट और वित्त बजट फिर से एक साथ डालते हैं तो यह मास्टर बजट बन जाता है अब फिर से मास्टर बजट जैसे मैंने आपको बताया परिचालन बजट और वित्तीय बजट इसके दो व्यापक घटक हैं परिचालन बजट में बिक्री बजट उत्पादन बजट वितरण बजट शामिल हैं वित्तीय बजट वित्तीय बजट है इसलिए वित्तीय बजट के घटक दो विवरण तैयार करना है जो कि नकदी प्रवाह विवरण और फिर बैलेंस शीट है ठीक है और परिचालन बजट है जिसे हम तैयार करते हैं हम बिक्री बजट के साथ शुरू करते हैं और बिक्री के उस स्तर को प्राप्त करने के लिए उत्पादन की कितनी आवश्यकता है और उत्पादन के स्तर को कैसे प्राप्त करें अब आइए हम मास्टर बजट के घटकों के बारे में बात करें मूल रूप से ये परिचालन बजट के घटक हैं तो परिचालन बजट तैयार करने के लिए किए जाने वाले उप बजट क्या हैं परिचालन बजट के लिए कौन से उप बजट तैयार करने की क्या आवश्यकता है अब आप देखते हैं कि ये कुछ बजट हैं जो हैं सामग्री बजट बिक्री बजट ख़रीद बजट दिए गए हैं बेचे जाने वाले माल का लागत बजट परिचालन व्यय बजट और बजट आय विवरण हम बिक्री बजट के साथ शुरूआत कर रहे हैं जो कि सामग्री बजट द्वारा समर्थित है ख़रीद बजट द्वारा समर्थित है बेचे जाने वाले माल का लागत बजट परिचालन व्यय बजट और अंत में शुद्ध परिणाम बजट आय विवरण बजट लाभ और हानि खाता तैयार कर कर रहे हैं इससे पहले कि आप वास्तविक लाभ और हानि खाते को समय आयाम के अंत में तैयार करें इन दिनों हम न केवल मासिक वित्तीय विवरणों को तैयार करते हैं बल्कि क्षमा करें वार्षिक वित्तीय विवरणों को हम त्रैमासिक वित्तीय विवरण भी तैयार करते हैं जिसे हम हर तीन महीने के बाद जानते हैं कि हमारी लाभ और हानि की स्थिति क्या है हमारी वित्तीय स्थिति का अर्थ है फर्म की वित्तीय स्थिति क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ताकि वर्ष के अंत में हमारे पास चार तिमाहियों की जानकारी है जिसे हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इस वर्ष के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं जिस वर्ष के साथ शुरुआत की और हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए मास्टर बजट में विशेष रूप से परिचालन बजट में हम बिक्री बजट से शुरू करते हैं हम बिक्री बजट से शुरुआत करते हैं बिक्री पूर्वानुमान हम कई कारकों के आधार पर बिक्री पूर्वानुमान करना है पिछले महीनों पिछली तिमाही की बिक्री बाजार की स्थिति बाजार में विभिन्न प्रतियोगियों का अस्तित्व कच्चे माल और अन्य खर्चों की तरह विभिन्न इनपुट की उपलब्धता के लिए हमें एक व्यापक दस्तावेज तैयार करना होगा और पूर्वानुमानित बिक्री के आधार पर यदि आपके पास आपके दिमाग में बिक्री पूर्वानुमान की जानकारी है तो आप जानते हैं कि अब मुझे इसका इतना उत्पादन करना है इसलिए पहले हम बिक्री बजट की तैयारी के लिए जाएंगे कि हमें अगले तीन महीनों में तीन महीने की अवधि में कितनी बिक्री करनी है और फिर हम पीछे चलना शुरू करेंगे अब एक बार जब बिक्री बजट होता है तो पीछे चलते हुए अब आपको उत्पादन बजट तैयार करना होता है इसलिए उत्पादन बजट के मामले में हम सामग्री बजट देखेंगे सामग्री बजट का मतलब है कच्चा माल गोदाम में हमारे पास कितना कच्चा माल है और खरीद के लिए कितना आवश्यक है इसलिए कुल सामग्री आवश्यकता कुल कह सकते हैं कि कच्चे माल की आवश्यकता हमें सामग्री बजट तैयार करना होगा यह संभव है कि अतीत में जो भी सामग्री खरीदी गई है हम उसका पूरी तरह से उपभोग नहीं कर पाए सामग्री का कुछ हिस्सा बचा हुआ है और जिसका उपयोग अगली तिमाही में या शायद अगले 6 महीनों में या अगले वर्ष में किया जाना है इसलिए पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सामग्री कितनी उपलब्ध है यह संभव हो सकता है कि आप इस आने वाली तिमाही में उत्पाद की तीन हजार इकाइयों को बेचना चाहते हैं उत्पाद की उन तीन हज़ार इकाइयों के लिए जिसमें हमने पहले ही सामग्री को समायोजित कर दिया है 500 इकाइयाँ पहले से ही हमारे साथ गोदाम में हैं और कुछ कच्चा माल भी हमारे साथ गोदाम में उपलब्ध है तो इसका मतलब है कि अब आपको कच्चे माल के साथ ही शेष 2500 इकाइयों के उत्पादन के लिए व्यवस्था करनी होगी इसलिए सामग्री सामग्री को जानना सामग्री की स्थिति जानना कितना सामग्री पहले से हैयहां तक कि उस तिमाही प्रश्न के अंत में हम कितनी सामग्री रखना चाहते हैं अंत में हमें यह तय करना होगा कि वर्तमान अवधि के लिए क्या आवश्यक है यदि यह हमारे पास उपलब्ध है तो इसे खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि हम ख़रीददारी के लिए जाना चाहते हैं तो हम ख़रीद बजट पर आते हैं कितनी ख़रीददारी की आवश्यकता है और कब ख़रीददारी की जाएगी आपको यह सोचना होगा कि ख़रीद की आवश्यकता है और जब जब सामग्री के संदर्भ में अलग अलग इनपुट की अन्य सहायक खर्चों के संदर्भ में पानी चिकनाई बिजली की आवश्यकता होगी इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है या परिचालन खर्चों का मतलब है जिसमें बिजली खर्च पानी खर्च या अन्य खर्च शामिल हैं लेकिन ख़रीद बजट में हम केवल कच्चे माल की ख़रीद के बारे में बात करते हैं और फिर अगले चरण में हम बेची गई वस्तुओं की लागत की गणना तक जाते हैं लेकिन बेची गई वस्तुओं की लागत की गणना सामग्री और एक बार ख़रीद बजट बनने के बाद की जाएगी हम परिचालन व्यय बजट तैयार करते हैं इसका मतलब है कि यह सामग्री ही नहीं है जो उत्पादन के लिए आवश्यक है आपको अन्य परिचालन खर्चों की भी आवश्यकता है कितने श्रम की आवश्यकता होगी कितने अन्य कहीं कह सकते हैं कि कारखाना ऊपरी खर्च की आवश्यकता होगी कितना तेल चिकनाई और अन्य प्रकार के इनपुट की आवश्यकता होती है जिन्हें परिचालन खर्च कहा जाता है इस कुल जमा में से सामान्य व्यय अन्य प्रशासनिक खर्चों की तरह वेतन का कितना निश्चित खर्च होगा निश्चित परिचालन खर्च कितने हैं परिवर्तनीय परिचालन व्यय कितने हैं और उन खर्चों के लिए धन की व्यवस्था कैसे करें हमें परिचालन व्यय बजट तैयार करना होगा एक बार जब आपके पास ख़रीद कच्चे माल और परिचालन खर्चों के लिए बजट होता है तो आप इन सभी चीजों को एक साथ रखते हैं और अंत में इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि हम कितना बेचने जा रहे हैं हम उन बिक्री के लिए कितना निवेश करने जा रहे हैं और जब आप इन सभी चीजों को लाभ और हानि खाते में डालते हैं सही जब आप इन सभी को लाभ और हानि खाते में डालते हैं तो यह आपको विवरण देता है जिसे आपका बजटीय लाभ और हानि खाता कहा जाता है अब उदाहरण के लिए हम तैयारी कर रहे हैं आप कह सकते हैं कि आप इसे परिचालन बजट कह सकते हैं इसलिए परिचालन बजट में मैं आपको बता रहा हूं कि वे बजट के साथ शुरू करते हैं यहां यह कहे कि लाभ और हानि खाता है आप कह सकते हैं कि यह बजटीय लाभ और हानि खाता है तो आप यहां क्या करेंगे यह डेबिट पक्ष है यह क्रेडिट पक्ष है यह विवरण है यह ब्योरा है इसलिए हम यहां बिक्री लिखेंगे हम कितनी बिक्री के लिए जा रहे हैं हम बाजार में जितनी बिक्री की योजना बना रहे हैं यह राशि यहां आ जाएगी फिर आप यहां लिखते हैं समापन स्टॉक से तैयार माल के साथ ही सामग्री का आप कितना समापन स्टॉक रखना चाहते हैं मतलब है कि कच्चे माल को जिसे आप रखना चाहते हैं यहां डालें इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां देखें तो यह कुल आवश्यकता है जो भी राशि यहां आएगी वह हमारी कुल आवश्यकता होगी कि हम इस अवधि में जितना उत्पादन करना चाहते हैं मतलब कि उतने अधिक को बेचना चाहते हैं अब इस पक्ष में उत्पादन का इतना हिस्सा होने के लिए जिसे बाजार में बेचा जाएगा और आंशिक रूप से समापन स्टॉक के रूप में बनाए रखा जाएगा यहां आपके पास सभी खर्च होंगे जिसे आप इसे भौतिक व्यय के रूप में श्रम व्यय को अन्य ऊपरी खर्चे के लिए अन्य ऊपरी खर्च इसलिए ये खर्च यहां लगाए जाएंगे और जब आप इन दोनों पक्षों को संतुलित करने की कोशिश करेंगे कहें तो सकल लाभ के लिए मेरा सकल लाभ इतना होने वाला है और फिर आप विवरण को नीचे तक ले जाते हैं तो यहाँ चलो आप लाभ लेते हैं जीपी यहाँ आता है और फिर आप अन्य अप्रत्यक्ष खर्चों के लिए जाते हैं जैसे कि वेतन सामान्य व्यय फिर प्रशासनिक व्यय सब लेखन सामग्री और इसलिए एक बार जब आप इन सभी खर्चों को समायोजित करते हैं तो अंत में आप शुद्ध कर के बाद के परिचालन लाभ की गणना करते हैं जब आप कर के लिए भी समायोजित करते हैं तो इसका पूरे मामले का मतलब है कि जब आप बिक्री बजट तैयार कर रहे हैं तो आप सामग्री बजट तैयार कर रहे हैं आप परिचालन व्यय बजट तैयार कर रहे हैं तो अंत में बजटीय लाभ और हानि खाते को तैयार करना बहुत आसान है और यही परिचालन बजट का अंतिम उद्देश्य है हम व्यावहारिक रूप से इस बजट को स्वयं तैयार करेंगे हम बिक्री बजट तैयार करेंगे हम सामग्री बजट तैयार करेंगे खरीदी बचत खरीदी अदायगी बजट सब बजट हम तैयार करेंगे और फिर हम बिक्री बजट भी तैयार करेंगे और अंत में हम जानेंगे कि कैसे लाभ और हानि बजट खाता तैयार करें मतलब कि आने बाली कक्षा में अगले व्याख्यान समय अवधि में इसके लिए मैं यहां रुकता हूं और शेष बजट और बजटीय नियंत्रण के संबंध में चर्चा मैं अगली कक्षा में करूंगा